इस लेक्चर में हम स्मिथ चार्ट का इस्तेमाल करके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको इस लेक्चर में जो भी सिखाया जाएगा उसको अच्छे से समझना और मैं यह सलाह भी दूंगा कि आप इसका अभ्यास भी करना क्योंकि इस कोर्स में असाइनमेंट अथवा परीक्षा दोनों में ही आपकी स्मिथ चार्ट को इस्तेमाल करके गणना करने की योग्यता परखी जाएगी और यह मेरी आपको एक पेशेवर सलाह दी है कि अगर आपको इस पेशे में आगे बढ़ना है तो आपको स्मिथ चार्ट को बहुत अच्छे से समझना होगा और यह आपकी मदद किसी भी वैज्ञानिक अध्ययन में एक केलकुलेटर की तरह ही करेगा अगर हम वैज्ञानिक किसी साइंटिफिक केलकुलेटर का इस्तेमाल करना नहीं जानते तो हम अपना बहुत सारा समय कुछ आसान चीजों को करने में ही व्यर्थ कर देते हैं जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होता जब भी हम विज्ञानिक गणना करते हैं तो हमारा लक्ष्य यह होता है कि हम ऐसी कोई चीज ना करें जो एक केलकुलेटर कर सकता है बल्कि हम अपने प्रयास अन्य तात्विक चीजों पर केंद्रित करें इसी प्रकार से यहां ट्रांसमिशन लाइन के मामले में अगर आप इन सारीहाथ से करने वाली गणनाओं में फस जाते हैं तो आप अपना बहुत सा समय व्यर्थ करते हैं यह चीजें बहुत ही आसानी से स्मिथ चार्ट जैसे साधनों से की जा सकती हैं तो इसीलिए आप इसका अभ्यास करें तो आइए अब वह हम पहली चीज करें जो इस प्लॉट पर दिखाई गई है और यहां प्रतिबाधा इस के बराबर है Z 25 j 40 Ω स्मिथ चार्ट पर मान लीजिए कि कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस 50 ओम है तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें सबसे पहले इसे नार्मलाईज़ करना है क्योंकि इंपेडेंस स्मिथ चार्ट एक नार्मलाईज़ेड प्रतिबाधा वाला चार्ट है ताकि वह कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस से स्वतंत्र रह सके तो इसी वजह से इसमें बहुत सारी संख्याएं नार्मलाईज़ेड प्रकार से अंकित हैं तो पहले आप प्रतिबाधा को कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के आधार से नार्मलाईज़ करें यह हमें 50 ओम दी गई है Z R j X 05 j 08 फिर आपको R के मूल्य 05 वाला वृत्त ढूंढना है ०३३३ समय पर स्लाइड देखे आप हमारे अपलोड किए गए स्मिथ चार्ट को देखिए इंटरनेट पर एक मुफ्त सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध है जिसे ब्लैक मैजिक डिजाइन कहा जाता है मुझे लगता है कि जिन लोगों ने इसे बनाया है उन्होंने इसे भी डाला है आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं हमने इसकी कुछ सैंपल प्रतियां इस कोर्स के एक्स्ट्रा मटेरियल वाले भाग में रखी हुई है तो अगर आप उसे देखते हैं तो आप उन पर वास्तविक अक्ष के साथ साथ कांस्टेंट रजिस्टेंस के वृत्त वाली संख्याएं भी देख सकते हैं तो जैसा कि हमने दिखाया है आप पहले स्मिथ चार्ट के केंद्रीय भाग को देखें और फिर यह देखें कि क्योंकि R 05 के बराबर है तो वह इसकी बाई और होगा और जैसा हमने इस स्लाइड में दिखाया है कि यह 05 वाला एक वृत्त है आप देखेंगे कि यह वृत्त 10 वाले सबसे दाएं तरफ वाले बिंदु में से पारित हो रहा है इसके बाद आप 08 वाला एक कांस्टेंट रिएक्टैंस वृत्त देखें तो यहां X 08 के बराबर है आप R को देखें कि हमें R की सारी संख्याएं दी गई हैं यह इसकी सबसे बाहर वाली परिधि के अंदरूनी भाग में दी गई हैं तो यहां हम कुछ 08 देख पा रहे हैं तो एक यह है और माफ करना यहां 05 जैसा वृत्त नजर आ रहा है तो इन प्रतिच्छेदन बिंदुओं पर हमें कहीं अपना वांछित बिंदु मिलता है तो यहां से हम अपने प्रतिबाधा को ढूंढ सकते हैं अगर हमें उसे स्मिथ चार्ट वाली प्रक्रिया से ढूंढना है तो आइए आगे हम इस चीज को प्रतिबाधा की अंदरूनी तरफ करें मान लीजिए कि मेरे पास यह एडमिटेंस है Y 0011− j 0018 ℧ इसे प्लॉट करिए अब हम इससे दो चीजें कर सकते हैं या तो हम इसे इंपेडेंस स्मिथ चार्ट पर बना सकते हैं या फिर एडमिटेंस स्मिथ चार्ट पर तो आइए हम दोनों ही चीजें करके देख लेते हैं तो पहले हम इसे इंपेडेंस स्मिथ चार्ट पर बनाएंगे फिर अगले प्रश्न में हम इसी चीज को एडमिटेंस स्मिथ चार्ट पर बनाएंगे फिर से हमारा पहला कदम नार्मलाईज़ेशन है तो आप पहले कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस के आधार पर इसका नार्मलाईज़ेशन करें हमें कैरेक्टरिस्टिकइंपेडेंस 50 ओम दी गई है तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस यह होगी Yo 1Z0 आप कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस को माफ कीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस को विभाजित करें तो आपको नार्मलाईज़ेड कैरेक्टरिस्टिक एडमिटेंस मिल जाएगी Y GjB 055 - j09 तो अब आप यह सोचिए कि इंपेडेंस स्मिथ चार्ट में अगर आपको एडमिटेंस स्मिथ चार्ट बनाना है तो आप अपने दिमाग में कांस्टेंट R वृत को एक कांस्टेंट G वृत्त की तरह माने तथा कांस्टेंट X वृत्त को एक कांस्टेंट B वृत्त की तरह माने तो आप पहले इन दो चीजों को पहचान कर ले अब G 055 के बराबर है ०८१४ समय पर स्लाइड देखे आपने इसको पिछलेचरण में किया हुआ है तो अब आप इसे पता करिए तो 055 वाले वृत्त यहां कहीं होंगे चार्ट पर यह वाला वृत्त 055 है और फिर यह j09 होगा तो यह हमें देखने होंगे जबकि यह वाला j09 होगा तो हमारे सेक्शन में यह वाला बिंदु हमें वांछित है तो अब आप देख सकते हैं आप इसमें एक और चीज भी कर सकते थे कि अगर आपको यह पता होता अच्छा तो यह हमने पता कर लिया है हमारा तीसरा प्रश्न यह होगा एडमिटेंस के किसी मूल्य के लिए जो लेबल एडमिटेंस स्मिथ चार्ट पर होंगे वह इससे अलग होंगे तो आप देख सकते हैं कि वही बिंदु 055 इसमें यहां पर है पिछली बार वह यहां पर था तो अब बिंदु यहां कहीं पर है अब क्या मुझे कोई बता सकता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं कि यह ठीक है वास्तविक में इसमें यह मुद्दा है जो हम पहले देख चुके हैं कि अगर हम किसी प्रतिबाधा को 180 डिग्री से परिवर्तित कर स्मिथ चार्ट में बनाने की कोशिश करें तो वह एक एडमिटेंस बन जाएगी तो यह बिंदु एक प्रतिबाधा जैसा है तो अगर हम इसको परिवर्तित करें तो वह एक एडमिटेंस जैसी चीज बन जाएगी अब हमारी यह समस्या है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा आसान है यकीनन अगर आप एडमिटेंस को प्लॉट करना चाहते हैं तो आपको एडमिटेंस स्मिथ चार्ट इस्तेमाल करना चाहिए और इसी तरह से अगर आप इंपेडेंस को प्लॉट कर रहे हैं तो आपको इंपेडेंस स्मिथ चार्ट का इस्तेमाल करना चाहिए पर जैसा कि मैंने पहले कहा था कई बार आपको सर्किट के कुछ भाग में इंपेडेंस को एडमिटेंस में बदलने की जरूरत पड़ती है क्योंकि सर्किट के कुछ भाग पैरेलल और कुछ सीरीज में होते हैं इसे करते वक्त हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है तो अगर हमारे पास प्रतिबाधा जैसी कोई चीज है तो हम उसको 180 डिग्री से घुमाकर एडमिटेंस प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अगर सारी गणना एडमिटेंस में हो रही है तो आप इंपेडेंस स्मिथ चार्ट को ही एडमिटेंस स्मिथ चार्ट की तरह मान सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब आप देखिए कि इस रूपांतरण करने वाले प्रश्न को हम इसमें हल कर रहे हैं जिसमें हमने प्रतिबाधा का वही मूल्य लिया है जो हमने पहले प्रश्न में लिया था इंपेडेंस स्मिथ चार्ट के लिए आप इस मूल्य को पहले एडमिटेंस में बदलेंगे तो आप पहले की तरह कीजिए पहले नार्मलाईज़ेड एडमिटेंस को प्लॉट करें आप देखें कि हमने उसको इस चित्र में प्लॉट किया हुआ है और यह वह बिंदु है जिसे हमें प्लॉट करना था अब इसको एडमिटेंस में बदलने के लिए हमें सिर्फ यह करना है कि इसकी त्रिज्या को चार्ट के केंद्र से जोड़ना है और इससे यह वृत्त बनाना है तो मूल रूप से आपको पता ही है कि हम क्या बना रहे हैं यह एक कांस्टेंट वीएसडब्ल्यूआर वृत्त है तो ट्रांसमिशन लाइन में एक लाइन इंपेडेंस यह होती है अगर आप इस व्रत को बनाएं तो मूल रूप से हम एक वीएसडब्ल्यूआर वृत्त पर चल रहे हैं तो अब यह बहुत आसान है क्योंकि इस बिंदु से अगर आप व्यास के दूसरे अंत तक जाए तो वह एडमिटेंस होगी तो यह वह वृत्त है जिसका ओरिजन 00 पर और त्रिज्या d है मूल रूप से आप एक वीएसडब्ल्यूआर वृत्त बनाए और फिर एडमिटेंस इसके विपरीत दिशा में 180 डिग्री पर होगी तो यहां हम यह दर्शा रहे हैं कि मूल रूप से परावर्तन का मतलब यह है कि आप व्यास के दूसरे अंत में है अब आप यह पढ़ सकते हैं और यह देख सकते हैं कि आपको सही मूल्य प्राप्त हो रहा है यहां से यह भी सिद्ध हो रहा है कि चाहे आप कोई भी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें यानी कि इंपेडेंस स्मिथ चार्ट या फिर एडमिटेंस स्मिथ चार्ट आप उसको सही तरीके से प्लॉट कर पाएंगे तो यह इसके चार उदाहरण है मैंने आपको दिखाया है कि आपकोप्रतिबाधा या प्रवेश को कैसे प्लॉट करना है चाहे आपके पास कोई भी स्मिथ चार्ट मौजूद हो आइए अब हम इसका एक प्रयोगशाला पर आधारित प्रयोग करें जैसा कि मैंने कहा था कि हमने वीएसडब्ल्यूआर मीटर की मदद से वीएसडब्ल्यूआर को 15 के बराबर मापा है अब आप स्मिथ चार्ट पर एक कांस्टेंट वीएसडब्ल्यूआर वृत्त बनाएं अब तक पहले चरण में हमने जो भी चर्चा की है इसे कभी मत भूलिएगा कि यहवह बिंदु है जहां R एक 15 वृत्त के बराबर है याद रखना कि हम R की बात कर रहे हैं ना कि वीएसडब्ल्यूआर की क्योंकि हमें पता है कि स्मिथ चार्ट में वीएसडब्ल्यूआर के निशान नहीं होते बल्कि R के होते हैं १४३१ समय पर देखे R एक 15 वृत्त के बराबर है तो R उसी वृत्त के बराबर है अब पता कीजिए कि यह वास्तविक अक्स को कहां से काट रहा है वह वीएसडब्ल्यूआर वृत्त का एक बिंदु होगा और दूसरा इसका ओरिजिन होगा आपको पता ही है कि इसका केंद्र परिधि पर होगा तो दूसरे चरण के लिए आप इस दूरी का पता लगाएं और फिर इसd त्रिज्या वाले वृत्त को बनाएं जिसका केंद्र आपको पता है वीएसडब्ल्यूआर वृत्त कैसे बनाना है अगर आप वीएसडब्ल्यूआर मीटर से कुछ मापे तो आपको पता है कि उसको यहां कैसे प्लॉट करना है आइए अब हम इस प्रश्न का हल करें यह लाइनप्रतिबाधा की गणना करने के बारे में है अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन में इस ओर चलू तो यह चीज मैं कैसे माप सकता हूं १५२४ समय पर देखे अब मैं आपको यह सलाह भी दूंगा कि अगर आप स्मिथ चार्ट को जटिल समझ रहे हैं तो आप कृपया इस प्रश्न का हल करें पहले आप इसका विश्लेषण स्मिथ चार्ट के बिना करें फिर आप समझेंगे कि इसको स्मिथ चार्ट से हल करना कितना आसान है अगर आप स्मिथ चार्ट को अच्छे से समझ ले तो यह बहुत आसान है और यही कारण है कि आरएफ इंजीनियर इसके बारे में बहुत उत्साह रखते हैं तो पहला कदम यह है कि हमें इसइंटरफेस में जो दिया गया है उससे मैं मान लीजिए कि 1 गीगाहर्टज की आवृत्ति पर लाइन प्रतिबाधा 100 j 40 Ω पता कर रहा हूं अब Q'Q पर जो कि P'P से 45 सेंटीमीटर दूर है और वह लोड की तरफ है वहां प्रतिबाधा पता कीजिए तो पहली चीज यह है कि अगर100 j 40 Ω आप यहां डालें और फिर लोड की तरफ जाएं तो आप यह दूरी पता कर सकते हैं तो उसने जो सबसे पहले किया है हमें भी वही करना होगा मतलब कि हमें हमेशा इसे नार्मलाईज़ करना होगा अब आप Z पता कर सकते हैं मतलब की आप R2 वाली वृत्त और X08 वाली चाप का प्रतिच्छेदन बिंदु पता करें इससे आप देखेंगे कि यह वह बिंदु है जो Z है अब क्योंकि आप ट्रांसमिशन लाइन में इस ओर जा रहे हैं हमें पता है कि इस ओर जाने का मतलब है कि हम उसी VSWRवृत्त पर है एक बार आप को प्रतिबाधा मिल गई तो आप हमेशा यह पता कर सकते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में आप किसी भी प्रकार के प्रतिबाधा चाहे वह लोड प्रतिबाधा हो या लाइन प्रतिबाधा उसे आप इस कांस्टेंट VSWR वृत्त पर बना सकते हैं आप इस VSWR वृत्त को बनाएं जिसका केंद्र यहां है परिधि यहां है और अब आप इस वृत्त को पूरा करें अब चाल का मतलब है कि मैं इस कांस्टेंट VSWR लाइन पर चल रहा हूं अब हमारा दूसरा कदम क्योंकि स्मिथ चार्ट में हर चाल का निशान λ के अनुसार है तो आप इसे प्रश्न से पता करें कि आपको यह 45 सेंटीमीटर दी गई थी पर अब आपको इसका रूपांतरण λ में करना होगा जैसा कि यहां दिखाया गया है कि 1 गीगाहर्ट्ज वाली आवृत्ति के लिए λ 30 सेंटीमीटर है इसकी गणना बहुत आसान है आपको 3 को लाइट की स्पीड से गुणा करना है मतलब 3 108 मीटर पर सेकंड तो यह लाइट की स्पीड बटा f है जो कि 30 सेंटीमीटर है λ यहां 30 सेंटीमीटर दिया गया है तो λ के अनुसार 45 कितना होगा यह 015λ होगा इसका मतलब है कि हमने जो पहले z1 बिंदु निकाला था उसको अब हमें लोड की तरफ ले कर जाना होगा आप इस चित्र को देखें यहां से आपको लोड की तरफ 015λ की मात्रा में जाना होगा तो आप यहां देखिए कि स्मिथ चार्ट के अनुसार हमें लोड की तरफ जाने के लिए किस ओर जाना है हमें घड़ी की सुई के उल्टी तरफ जाना है तो आप VSWR वृत्त के इस बिंदु से उल्टा घूम कर इस तरफ चलें अब अगर दूरी 015 है तो इसका मतलब है आप बाहरी तरफ से 015 चलेंगे जो कि आपको एक नए बिंदु तक ले जाएगा और फिर आप इसे जोड़ देंगे चाहे आप बाहरी सीमा पर हैं आप वास्तव में कांस्टेंट VSWR वृत्त पर चल रहे हैं तो इस कांस्टेंट VSWR वृत्त से मैं इस z1 बिंदु तक आ गया हूं और अगर मैं इस मूल्य को पढ़ने की कोशिश करू कि यहां कितनी रेजिस्टेंस और कितनी रिएक्टेंस है तो मैं यह पता कर सकता हूं कि मेरा काम उसे सिर्फ नार्मलाईज़ेशन से बाहर लाना है तो इस प्रकार हम अपनी लाइन प्रतिबाधा माप सकते हैं यह आपका घर का काम होगा और यह आपकी असाइनमेंट होगी तो आप असाइनमेंट को देखें इसमें वह सब कुछ है जो हमने सोचा कि आप कर पाएंगे तो यह पहला प्रश्न देखें इसमें हमें R और b के बहुत सारे संयोजन दिए गए हैं इसका मतलब है एक्सेप्टेंस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वगैरह में से कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में तो आपको इसमें इनपुट प्रतिबाधा पता करनी है मेरी यहां यह सलाह है कि क्योंकि आपको इनपुट प्रतिबाधा चाहिए तो इसलिए आप लोड की तरफ से शुरू करें तो यह एक लोड है जो कि किसी के साथ सीरीज में है तो इस प्रतिबाधा प्लेन पर आप यह दोनों चीजें और उनके जोड़ पता कर सकते हैं फिर यहां एक पैरेलल सर्किट है तो आपखुद से इसका रूपांतरण एडमिटेंस में कर सकते हैं और उसे जोड़ सकते हैं अब पता कीजिए कि यहां एडमिटेंस कितनी है और फिर इस एडमिटेंस को आप फिर से प्रतिबाधा में बदलें और उसमें यह वाली प्रतिबाधा जोड़ दें इस प्रकार से आप हमेशा इस पॉइंट पर आ सकते हैं और यह पता कर सकते हैं कि यहां इनपुट प्रतिबाधा कितनी है तो यह आपकी समझ की परीक्षा लेगी तो अब आप यह भी समझ पाएंगे कि इसको स्मिथ चार्ट के बिना करने से हमें कितनी सारी परेशानी औरगणनाओं का सामना करना पड़ता है लेकिनअगर आप इसकी समझ आ गई हैं तो आप इसको स्मिथ चार्ट से बड़ी आसानी से चित्रों की मदद से कर सकती हैं इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न एक प्रयोगशाला के प्रश्न जैसा है जैसे हमने प्रयोगशाला में VSWR का पता किया और फिर हमने कुछ विशेष आवृत्तियों पर मिनीमा शिफ्ट minima shiftन्यूनतम संख्या में बदलाव नोट किया तो उसी प्रकार से आपको यहां प्रतिबाधा पता करनी है और तीसरे प्रश्न में भी आपको चित्र में दी गई ट्रांसमिशन लाइन की इनपुट प्रतिबाधा तथा एडमिटेंस पता करनी है आपको यहां लाइन दी गई है आपको यह भी सोचना होगा कि इस लाइन से आप लोड पता कर सकते हैं अगर आप ट्रांसमिशन लाइन की ओर जाते हैं फिर से यह वही है आप पहले यह सोचिए कि लोड कहां है फिर उससे कांस्टेंट VSWR वृत्त बनाइए और फिर उस वृत्त पर ट्रांसमिशन लाइन की दी गई दूरी के हिसाब से चलें आप इस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जो आपकी इनपुट प्रतिबाधा होगी इस प्रतिबाधा को फिर उल्टा कर आपने एडमिटेंस में रूपांतरित करना है तो यह असाइनमेंट उससे काफी मिलती है जो हमने पहले किया हुआ है मुझे लगता है कि आप इसको कर पाएंगे तो इस पर पर हम अपने पहले साधन को समझना पूरा करते हैं जो कि स्मिथ चार्ट है हमने उदाहरण के रूप में समझा कि कैसे स्मिथ चार्ट को प्रतिबाधा का मापन करने के लिए प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है हम आगे यह भी देखेंगे कि इसको प्रतिबाधा मिलान में और नेटवर्क के कुछ अन्य डिजाइन में कैसे इस्तेमाल किया जाता है हम इसको बाद में कर सकते हैं आप देखेंगे कि अगर मैं डिजाइन और एंपलीफायर पढ़ना चाहता हूं और मैं यह पढ़ना चाहता हूं कि कोई एंपलीफायर स्थिर है या नहीं तो इसमें भी स्मिथ चार्ट बहुत उपयोगी है आप यह भी पता कर सकते हैं की नाइस फिगर उचित है या नहीं या फिरहमें अपने एंपलीफायर से वांछित गेन मिलेगा या नहीं या फिर हम इसमें नाइस न्यूनतम रख सकते हैं या नहीं तो अगर आप स्मिथ चार्ट को समझ गए हैं तो यह सारे डिजाइन बनाने के लिए यह चार्ट आपकी बहुत मदद कर सकता है किसी एंपलीफायर को कैसे डिजाइन किया जाए अगर उसका गेन निश्चित है उसमें अच्छे से अच्छा गेन कितना हो सकता है अगर हमें प्रतिबाधा दी गई है तो किसी दिए गए लोड पर क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि वहां से हमें अधिकतम गेन प्राप्त हो क्या हम ऐसी कोई जरूरत डिजाइन कर सकते हैं कि हम नाइस फिगर को निश्चित कर सके कि मैं कभी उस नाइस फिगर तक ना जा सकूं इसकी जरूरत हमें कम नॉइस वाले एंपलीफायर के डिजाइन में पढ़ती है तो वे सारे सर्किट जिनमें कंपन उत्पन्न होता है यानी कि आप औसीलेटर भी डिजाइन कर सकते हैं जो कि एक सक्रिय उपकरण है फिर आप इस स्मिथ चार्ट को ले सकते हैं चाहे हमने इस चार्ट का परिचय सिर्फ निष्क्रिय उपकरणों के लिए दिया है यह एक सामान्य स्मिथ चार्ट है जिसमें कुछ रूपांतरण करके आप इसे सक्रिय उपकरणों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह एक अन्य तकनीक है पर स्मिथ चार्ट का मौलिक रूप वैसा ही रहेगा औसीलेटर के डिजाइन में आप स्मिथ चार्ट की सहायता से उसकी स्थिरता पता कर सकते हैं और यह भी पता कर सकते हैं कि कौन से क्षेत्र प्रतिबाधा के कितने मूल्य पर स्थिर रहते हैं तो हमने यह सारा मॉड्यूल पूरा कर लिया है जिसमें कि हमने स्मिथ चार्ट को एक साधन के रूप में समझा है तो आप कृपया अपने असाइनमेंट हल करने की कोशिश करें और फिर उसे जमा कराएं अगर आप यह असाइनमेंट करेंगे तो आपको खुद पर विश्वास भी होगा कि आपने कुछ सीखा है और कैसे एक आरएफ इंजीनियर स्मिथ चार्ट का एक साधन के रूप में इस्तेमाल करता है